NPTEL NPTEL ONLINE CERTIFICATION COURSE कोर्स ऑन लिंग भेद न्याय और कार्यस्थल सुरक्षाजेंडर जस्टिस एंड वर्कप्लेस सिक्योरिटी द्वारा प्रोदीपा दुबे राजीव गांधी बौद्धिक संपदा विधि विद्यालय IIT खड़गपुर लेक्चर 11 कार्यस्थल में महिलाएं जारी लिंग भेद न्याय और कार्यस्थल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम में आप सबका स्वागत है पिछले व्याख्यान में हमने महिलाओं के कार्यबल का हिस्सा बनने के बारे में अपनी चर्चा शुरू की और कैसे इन महिलाओं को कार्यस्थल के भीतर विभिन्न प्रकार के पक्षपाती और भेदभावपूर्ण प्रथाओं के अधीन किया जाता है हमने देखा है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं संदर्भसमय को देखें 0056 और एक विशिष्ट व्यवहार या पहलू जिस पर हाल के दिनों में ध्यान नहीं दिया गया है वह यौन उत्पीड़न के संबंध में है इसलिए जब हम यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के प्रकारों को समझने की कोशिश करते हैं तो भारत में यौन उत्पीड़न भी एक अधिनियम है जो निषिद्ध है यह उन संवैधानिक मानदंडों के खिलाफ है जो भारतीय दंड संहिता में निर्धारित किए गए दंडनीय और आपराधिक कृत्य हैं इसलिए जब हम यौन उत्पीड़न की अवधारणा या यौन उत्पीड़न की कार्रवाई की बात करते हैं तो यह निश्चित रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 15 और 21 के तहत समानता के अधिकार के साथ जीवन का उल्लंघन है इस तरह का यौन उत्पीड़न भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 और धारा 509 के तहत आपराधिक अपराधों का भी गठन कर सकता है जो एक महिला और अश्लीलता के अपमान में नाराजगी की बात करता है और नवीनतम आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 यौन उत्पीड़न के आधार पर यौन उत्पीड़न के अपराध की अवधि विशेष रूप से धारा 354 ए भारतीय दंड संहिता 1860 में रखी गई है इसलिए यौन उत्पीड़न एक अधिनियम है जो संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है जो विशेष रूप से महिलाओं के संबंध में हैं और यह भूमि के कानून के तहत आपराधिक मामलों का गठन करता है संदर्भसमय को देखें 0243 हालाँकि यौन उत्पीड़न का मुद्दा जिसे हम अभी बोल रहे हैं सबसे पहले विशाखा निर्णय या 1997 के विशाखा मामले के माध्यम से यौन उत्पीड़न की अवधारणा के रूप में कानूनी तौर से स्पष्ट रूप से कानूनी डोमेन में अपना रास्ता तय किया ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसने पहले अपना रास्ता बनाया है कि इनमें से कई खंड जिन्हें हम भारतीय दंड संहिता की धारा 354 509 के पहले के रूप में संदर्भित करते हैं पहले भी अस्तित्व में रहे हैं लेकिन वे एक अलग नाम और एक अलग रंग में थे जो यौन उत्पीड़न की धारणा को अपने भीतर ले जाने में सक्षम हैं हालाँकि यह शब्द विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में कार्य स्थल के रूप में विशाका बनाम राजस्थान राज्य के केस में आया और इस मामले में जो कुछ हुआ था वह एनजीओ जो सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाता है और उन महिलाओं के भय और चिंताओं पर संहिता का ध्यान आकर्षित करता है जो काम कर रही हैं कि उन्हें विशेष रूप से पीड़ित बनाया जा सकता है क्योंकि वे काम कर रही हैं या किसी विशेष नौकरी में हैं और इसलिए वे कुछ स्थितियों में बहुत कमजोर हो जाती हैं और देश में किसी विशेष प्रकार के कानून का अभाव है जो कार्य स्थल के भीतर महिलाओं की सुरक्षा करता है और यहीं पर सर्वोच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न की समस्या को मान्यता दी है और यह माना जाता है कि कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न निश्चित रूप से महिलाओं के जीवन के अधिकार का उल्लंघन समान उपचार के अधिकार का उल्लंघन है और इसलिए यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 15 के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है ऐसा करने से शीर्ष अदालत ने एक तरफ सुरक्षित और आरामदायक काम के माहौल को सुनिश्चित करने और दूसरी तरफ दुरुपयोग की स्थितियों को खत्म करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश दिए अब इसने दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं कि यह संगठनों के नियोक्ताओं पर कुछ कर्तव्यों को निर्धारित करता है जिसमें एक तंत्र हो जिससे संगठन के भीतर यौन उत्पीड़न के किसी भी उदाहरण की सूचना दी जा सके और इस तरह की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए संगठन के भीतर प्रभावी कार्रवाई की जा सके साथ ही साथ अपराध करने वालों के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जो वहां हैं अब यह पहली बार था जहां अदालत ने एक गाइड लाइन रखी जिसमें एक निश्चित अधिनियम और नियोक्ताओं को कुछ शर्तों का पालन करने की आवश्यकता थी ताकि उत्पीड़न के उन शिकायतों की देखभाल के लिए एक तंत्र स्थापित किया जा सके जो कार्य स्थल के भीतर महिलाओं के खिलाफ हैं अब सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे निर्देशों की घोषणा करना कानून का आधार बन गया और यह देश का पहला शासकीय कानून बन गया जहां सभी संगठनों को संगठन के भीतर समितियों के भीतर एक निश्चित संस्थान स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना था कि कार्य स्थल पर उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं इसलिए विशाखा के बाद से विभिन्न संगठनों को अनिवार्य किया गया था और इस तरह के उल्लंघन के विभिन्न उदाहरणों या ऐसी समितियों के लिए किए गए कार्यों को चुनौती देने के लिए अदालतों के सामने आए जहां अदालतें महिलाओं के अधिकारों को बरकरार रखने की कोशिश करती हैं लेकिन महिलाओं के मुद्दों और चिंताओं की रक्षा करती हैं यह भी आलोचना थी कि कई संगठनों ने 1997 के दिशानिर्देश का पालन नहीं किया था और आवश्यक शिकायत तंत्र स्थापित नहीं किया था जो अदालत द्वारा निर्देशित किया गया था स्लाइड समय देखें 0900 अब यह केवल 2013 में देश का पहला कानून था उस समय तक यह विशाखा दिशानिर्देश था और इसीलिए मैं दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार से नहीं जाना चाहूँगा लेकिन हम कानूनों के प्रावधानों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे जो कानून वर्तमान में देश में लागू किया गया है वह है 2013 में कार्यस्थल की रोकथाम संरक्षण और निवारण अधिनियम में यौन उत्पीड़न अब यह अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विशाखा दिशा निर्देशों को निरस्त कर देता है अब यह अधिनियम 23 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करता है और 9 दिसंबर 2013 से लागू हो गया है स्लाइड समय देखें 0951 अब इससे पहले कि हम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ओर बढ़ें जिसका अर्थ है कि अधिनियम की प्रस्तावना यह बताती है कि यह कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अधिनियम है दूसरी वस्तु रोकथाम है साथ ही यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण भी है इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 14 और 15 के तहत महिलाओं के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के यौन उत्पीड़न का परिणाम है और अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीवन का अधिकार और किसी भी पेशे का अभ्यास करने का उनका अधिकार या अनुच्छेद 19 के तहत किसी भी व्यवसाय पर ले जाने का अधिकार और इस तरह का अधिकार यौन उत्पीड़न से मुक्त एक सुरक्षित वातावरण का अधिकार शामिल है और क्योंकि यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा और मानव गरिमा के साथ काम करने का अधिकार सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानव अधिकार हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और उपकरणों द्वारा जिन्हें हमने पहले उल्लेख किया है 1979 का CEDAW और इसलिए राज्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम संरक्षण और निवारण के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए इन अधिनियमों को लागू करता है अब अधिनियम अधिनियम की धारा 2 एन में यौन उत्पीड़न शब्द को परिभाषित करता है और यह कहता है कि यौन उत्पीड़न में निम्न अवांछित कार्यों या व्यवहारों में से किसी एक या अधिक शामिल हैं चाहे सीधे या निहितार्थ तत्पश्चात् कुछ खण्ड हैं जो विस्तृत रूप से बताते हैं कि ऐसा करना एक अनिच्छुक है और यह इस प्रकार की प्रकृति है 1 शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना 2 यौन एहसानों के लिए एक मांग या अनुरोध 3 यौन रंगीन टिप्पणी करना 4 अश्लील साहित्य दिखाना और 5 वाँ एक व्यापक है यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक मौखिक या गैर मौखिक आचरण इसलिए यौन उत्पीड़न के लिए वास्तव में किसी व्यक्ति की ओर से शारीरिक रूप से छूने या शारीरिक रूप से परेशान करने की आवश्यकता नहीं है यह व्यवहार का कोई अन्य रूप हो सकता है यह मौखिक हो सकता है या यहां तक कि यह प्रकृति में गैर मौखिक हो सकता है लेकिन अभिव्यक्ति में एक यौन सामग्री है व्यवहार में उत्पीड़ित के शब्द में और यह यौन सामग्री कुछ ऐसी है जो महिलाओं के लिए अवांछित है इसलिए अगर यह शारीरिक संपर्क का मामला है तो यह एक संपर्क या एक अग्रिम है जो महिलाओं के लिए यह महिलाओं के लिए अनुचित है और महिलाओं के लिए हानिकारक है या यह यौन एहसान की मांग हो सकती है यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पदोन्नत कर दिया जाएगा तब आपको एक शैक्षिक उन्नति मिलेगी या ऐसी टिप्पणी भी की जाएगी जिसमें कहीं न कहीं एक निहित यौन सामग्री भी है यहां तक कि पोर्नोग्राफ़ी भी दिखा रही है जो यौन उत्पीड़न शब्द की परिभाषा में 2013 के अधिनियम में रखी गई है स्लाइड समय देखें 1339 इसके अतिरिक्त धारा 3 में आगे कहा गया है कि परिभाषा के अलावा अगर इनमें से कोई भी परिस्थिति है जिसमें अधिमान्य उपचार का वादा हानिकारक उपचार का खतरा वर्तमान या भविष्य के रोजगार के बारे में खतरा उसके काम में बाधा या डराना आक्रामक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण या ऐसे सभी मामलों में अपमानजनक उपचार जो यौन उत्पीड़न शब्द को भी योग्य बनाते हैं हालाँकि हमें यह समझना चाहिए कि इन परिस्थितियों को यौन उत्पीड़न की परिभाषा के साथ पढ़ा जाना चाहिए इसलिए यदि यह शारीरिक संपर्क या अग्रिम उपचार हानिकारक उपचार धमकी आदि के वादे के साथ है तो इसे एक पहलू या यौन उत्पीड़न का एक कार्य के रूप में पढ़ा जा सकता है लेकिन केवल अपमानजनक उपचार जिसका कोई संबंध नहीं है आप जानते हैं बोले गए शब्द या व्यवहार से पता चलता है कि किसमें यौन अवमानना है आदि तो यह यौन उत्पीड़न की परिभाषा के लिए योग्य नहीं हो सकता है स्लाइड समय देखें 1500 अब इस उद्देश्य के लिए कि इसके बीच क्या है या क्या नहीं है यह एक बहुत ही व्यक्तिपरक मामला है इसे अलग अलग तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार देखा जाना चाहिए जैसा कि व्यवहार किए गए शब्दों के रूप में बोले गए शब्दों या इशारों से व्यक्तिपरक तरीके से यह समझना होगा कि इसमें यौन उत्पीड़न का कार्य शामिल है या नहीं अब और वहाँ शिकायतकर्ता परिप्रेक्ष्य महिलाओं के दृष्टिकोण पर विचार करना महत्वपूर्ण है और यही हमने पहले कहा था कि महिलाओं पर प्रभाव पुरुष के इरादे से अधिक महत्वपूर्ण है कभी कभी कई प्रकार के मर्दाना व्यवहार होते हैं जो वहां हो सकते हैं और वे देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं कुछ व्यवहार बुरा होने के रूप में या यौन होने के रूप में जो कि सारहीन है चाहे वह महिला चिंता के संबंध में हो चाहे वह कृत्य आपत्तिजनक हो वह कृत्य हानिकारक है इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है क्या यह यौन उत्पीड़न शब्द के भीतर आएगा स्लाइड समय देखें 1615 अब यहाँ जब हम यौन उत्पीड़न की बात कर रहे हैं तो यह मूल रूप से महिलाओं को कार्यस्थल के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है अब कार्यस्थल को अधिनियम की धारा 20 में परिभाषित किया गया है और यह सभी कार्यालयों संस्थानों को सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में शामिल करता है जिसमें शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं और जब हम कहते हैं कि सभी कार्यालय संस्थान निजी हैं स्लाइड समय देखें 1645 तो यह कहीं व्याख्यात्मक है सरकारी कार्यालय कंपनियां गैर सरकारी संगठन खेल सुविधाएं कृषि फार्म अस्पताल सहकारी समितियां घर आदि अब जो महत्वपूर्ण है वह केवल संगठित क्षेत्र का ही नहीं है बल्कि असंगठित क्षेत्र का भी है जिसे अधिनियम द्वारा ध्यान रखा गया है इसलिए यह न केवल सार्वजनिक संस्थानों के अतिरिक्त संगठित क्षेत्र है जहां महिलाएँ काम कर रही हैं जिन्हें सुरक्षा प्राप्त होगी लेकिन यहां तक कि असंगठित क्षेत्र में विशेष रूप से बोलते हुए मकान हो सकते हैं या निर्माण स्थल हो सकते हैं स्लाइड समय देखें 1732 उनकी कामकाजी महिलाएं भी कानून के तहत संरक्षण की हकदार हैं और इसलिए जो यौन उत्पीड़न के संबंध में शिकायत कर सकती है अब हम यहां क्या समझते हैं कि यह एक लिंग विशिष्ट विधान है जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा देना है इसलिए यह कई बार सवाल पूछा जाता है कि क्या यह लिंग तटस्थ है या यह लिंग विशिष्ट है यह कानून बहुत स्पष्ट करता है कि यह महिलाओं के संबंध में शिकायतों की रोकथाम सुरक्षा और निवारण है तो जो संरक्षित है वह महिला है या जो शिकायत कर सकती है वह महिला है क्या इसका मतलब यह है कि उस आदमी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई स्थिति नहीं है जो कहीं भी संतुष्ट नहीं है उदाहरण हैं हालांकि संख्या काफी कम है हो सकता है कि किसी महिला बॉस या किसी अन्य पुरुष द्वारा कार्यस्थल के भीतर उत्पीड़न या दुर्व्यवहार की घटनाएं हुई हों हालांकि कई अन्य सामान्य कानून भी हो सकते हैं जो ऐसी स्थिति में लागू किए जा सकते हैं लेकिन 2013 का अधिनियम यह विशेष रूप से सुरक्षा के लिए है महिलाएं क्योंकि आम तौर पर संख्या में देखा जाता है महिलाओं को प्रभावित करने वाली संख्या उस मामले के लिए दूसरे लिंग की चिंता करने की तुलना में बहुत बड़ी है इसलिए इसलिए जो लोग पीड़ित महिलाओं को समाप्त करने के लिए अधिनियम का उपयोग करते हैं अब ऐसी महिलाएं कौन हो सकती हैं महिलाएं किसी भी उम्र की हो सकती हैं चाहे वे यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य के शिकार हों या नहीं तो जो मानता है कि वह यौन उत्पीड़न के अधीन है ऐसी महिलाओं को एक पीड़ित महिला के रूप में जाना जाएगा और ऐसी पीड़ित महिलाएं कार्रवाई का कारण बन सकती हैं और इसमें सभी श्रेणियों के लोग या महिलाएं शामिल हैं नियमित कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी तदर्थ श्रमिक दैनिक वेतन भोगी संविदाकर्मी यहां तक कि यह काम सीखने के लिये नियुक्त प्रशिक्षुओं प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षुओं और छात्र को भी सम्मिलित करता है और यह शब्द का महत्व है 'कार्यरत या नहीं' वे कार्यस्थल में नहीं हैं लेकिन वे कानूनी तौर पर नहीं बोल सकते हैं उस मामले के लिए नियोजित किया जा सकता है लेकिन यहां तक कि संरक्षण ऐसे व्यक्ति तक विस्तृत है स्लाइड समय देखें 2017 और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि जैसा कि हमने कहा कि यह असंगठित क्षेत्र को भी कवरआच्छादन करता है यहां तक कि घरेलू श्रमिक भी परिभाषा के नियंत्रण में आते हैं इसलिए जिन श्रमिकों को हम घरों के भीतर काम करते हुए देखते हैं वे भी इस अधिनियम के तहत आवश्यक सुरक्षा की मांग कर सकते हैं स्लाइड समय देखें 2042 अब एक एक करके अलग अलग वर्गों में जाने के बजाय यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अधिनियम का उपयोग कैसे किया जाए और अधिनियम को लागू करने के लिए क्या किया जाना है इसलिए हम दो दृष्टिकोण देखेंगे एक पीड़ित का दृष्टिकोण है और एक शिकायत समिति के दृष्टिकोण से है जिसे निर्धारित किया गया है अब पीड़ित का दृष्टिकोण महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है और जब हम पीड़ितों को संदर्भित करते हैं तो हम मूल रूप से इस महिलाओं के वजह का उल्लेख करते हैं अब क्या होता है भले ही महिलाओं को बड़ा किया जा सकता है काफी शिक्षित किया जा सकता है कई बार इस तरह के उत्पीड़न या अपमानजनक उपचार की पृष्ठभूमि में एक तो वे शर्म महसूस करते हैं जो कुछ भी हुआ है फिर से इस तरह के अपमान का विरोध करने के लिए वे वास्तव में बोलने और दूसरों को प्रकट करने में बहुत मुश्किल महसूस करते हैं इसलिए अधिनियम को लागू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि खुलके बोलना है जैसे ही उत्पीड़न की कार्रवाई होती है जिसे आप मानते हैं या जिसे पीड़ित मानता है एक ऐसा मामला हो सकता है जो आपको निश्चित नहीं होना चाहिए लेकिन आपको लगता है कि यह यौन उत्पीड़न का मामला होगा यह महत्वपूर्ण है कि पीड़ित तुरंत खुलके बोलता है पीड़ित को अपनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार उत्पीड़नकर्ता को पकड़ना चाहिए और पीड़ित व्यक्ति उचित उपचार के लिए उपयुक्त संगठन से संपर्क करके कर सकता है अब उसको यह समझना चाहिए कि उसको अधिकार है वहां रहने का काम करने का अधिकार है और उसे काम जारी रखना चाहिए और वह व्यक्ति को भी अधिकार है कि जो भी उस अधिकार के साथ हस्तक्षेप करने का इरादा रखता है उसे पहले ही निकाल दे तो एक बार जब वहाँ है तो व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि अगर कोई एक या दूसरे के अपमानजनक या अपमानजनक उपचार के माध्यम से कार्य में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है यदि यह नियोक्तामालिक से है यदि यह अन्य कर्मचारियों से है तो व्यक्ति को तुरंत उस पर आपत्ति होनी चाहिए इसलिए उत्पीड़न की रिपोर्ट आंतरिक कर्मचारी समिति को तुरंत करें जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है विशेष रूप से रूढ़िवादी समाज में जैसा कि भारत में परंपरा समाज को यह मानती है कि पीड़ित होने के नाते कोई शर्म नहीं है शर्म उत्पीड़नकर्ता की है पीड़ित की नहीं इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है व्यक्ति या व्यक्ति के चरित्र के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है और उस व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित विभाग में जाने का पूरा अधिकार है कि उसके अधिकारों को बनाए रखा जाए और उसके अधिकार कानून के समक्ष स्थापित हैं इसलिए यह कानून महिलाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाने की कोशिश करता है कि उसे उसका अधिकार मिले स्लाइड समय देखें 2401 अब मामले में आगे बढ़ने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है पहले उसे आवश्यक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए अब इस कार्रवाई को शिकायत के तीन महीने के भीतर शुरू किया जाना है इसलिए यह वही है तथ्यों का महत्व जो तत्काल रिपोर्टिंग जैसे ही उत्पीड़न का एक उदाहरण है तुरंत मामले की रिपोर्टिंग होनी चाहिए और अधिनियम यह कहता है कि उत्पीड़न के कार्य के 3 महीने के भीतर यह होना चाहिए कि रिपोर्टिंग की जानी चाहिए हालाँकि समिति किसी भी प्रकार की देरी के लिए उचित आधार पर और उचित कारणों से स्वतंत्र है जो कि आंतरिक शिकायत समिति को मामले की रिपोर्टिंग में हो सकती है पीड़ित को लिखित में शिकायत देनी होगी लेखन में यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्पीड़नकर्ता के कार्य क्या हैं और वे कौन से कार्य हैं जो उसे आपत्तिजनक लगे जिसके कारण वह यौन उत्पीड़न के मामले को सुलझाना चाहता है यह यथासंभव विस्तृत हो सकता है अप्रासंगिक विवरण से इंकार किया जा सकता है लेकिन जो प्रासंगिक हैं उन्हें स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए कई बार कुछ या अन्य भावनाओं से शर्मिंदा महिलाएं कुछ तथ्यों को छिपाने की कोशिश करती हैं न कि कुछ ऐसे तथ्यों का खुलासा करती हैं जो मामले के लिए हानिकारक हो सकते हैं इसलिए इसलिए जितनी जल्दी हो सके एक जांच शुरू करना एक महत्वपूर्ण पहलू है जो वहां है अगली बात जो महत्वपूर्ण है वह अंतरिम उपायों के लिए पूछ सकती है इस अंतरिम उपायों में वह अपनी निश्चित छुट्टी के लिए कह सकती है कि उसे छुट्टी पर रहने की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि वह जांच जारी रखने के दौरान जारी रखने के लिए काम नहीं कर सकती है उस माहौल में वह परेशान करने वाले के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कह सकती है जिससे उस पर उत्पीड़न करने वाले का सीधा प्रभाव या नियंत्रण काफी हद तक कम हो सकता है इसलिए अंतरिम उपायों की वह सहायता ले सकती है और उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह प्रभावी है जांच के दौरान उसे सहयोग करना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय की तलाश करनी चाहिए कि उल्लंघन करने वाले या परेशान करने वाले के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई या उचित कार्रवाई की जाए अब इस मामले में जो बहुत महत्वपूर्ण है वह आपके मामले का बचाव है यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हर व्यक्ति जो भी आरोप ला रहा है वह वही व्यक्ति होना चाहिए जो तथ्यों को स्थापित करने में सक्षम हो अब तथ्यों की ऐसी स्थापना जिसे हम साक्ष्य के रूप में कानून कहते हैं तो एक मामले का बचाव कर रहा है और मामले का बचाव करते हुए व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी आवश्यक गवाह और दस्तावेज तैयार किए जाएं या शिकायत समिति को प्रस्तुत किए जाएं या जिनसे शिकायत की गई है यह देखने के लिए शिकायतकर्ता की जिम्मेदारी है कि उन सभी व्यक्तियों को जिनके बारे में जानकारी है और उनके नाम दिए गए हैं उन्हें बुलाया जाता है ऐसे सभी दस्तावेज जो लिखित रूप में इस तरह के यौन उत्पीड़न का खुलासा करने के लिए दिए जा सकते हैं समिति के सामने लाए जाते हैं क्योंकि याद रखें कि आपको अपने मामले का बचाव करना होगा आपको लगातार बने रहने की आवश्यकता है किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति किसी भी प्रकार का संकोच आदि केवल आपकी बात को कमजोर करेगा इसलिए शिकायतकर्ता और महिला को अधिकारों के लिए खड़े होना और इसे बहुत ही संरचित और स्पष्ट तरीके से स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण है निजता और गोपनीयता के लिए पूछें जो आपके मूल अधिकारों में से एक है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के नाम और अन्य विवरणों को रोक दिया जाये या दबा दिया जाये क्योंकि कई बार उन्हें शिकायत करने के आधार पर आगे उत्पीड़न या अपमानित किया जा सकता है वह आगे संगठन में किसी अन्य सहयोगियों के चुटकुले या मज़ाक की पात्र हो सकती है और इसलिए आपको निजता और गोपनीयता पर जोर देना चाहिए आवश्यक सुरक्षा के लिए पूछें ताकि अंतरिम उपाय हम जिस की बात कर रहे हैं छुट्टी उत्पीड़न करने वाले का स्थानांतरण अब शैक्षिक संस्थान के मामले में जो स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है वह यह है कि शिकायतकर्ता को शामिल करने वाली सभी गतिविधियों से उत्पीड़नकर्ता को हटाया जा सकता है इसलिए कभी कभी यह स्थिति हो सकती है कि उत्पीड़न करने वाला पर्यवेक्षक हो या उत्पीड़न करने वाला ऐसी समिति का सदस्य हो जो निरंतरता के दौरान व्यक्ति के खिलाफ कुछ कार्रवाई शैक्षणिक कार्रवाई कर सकता है उसे पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए और यह जिम्मेदारी है समिति के साथ साथ नियोक्तामालिक के लिए भी कि उसे किसी भी कठिन परिस्थिति में नहीं रखा जाए स्लाइड समय देखें 2951 और जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वह है उपचार आपको उचित उपायों की तलाश करने में सक्षम होना चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप दिए जाने के लिए एक विशेष उपाय पर जोर दे सकते हैं लेकिन आपकी कार्रवाई परिणामी कार्रवाई है आपके पास इसके खिलाफ प्रभावी उपाय हैं इसलिए इसे आपकी सुरक्षा को सुरक्षित करना चाहिए और साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दूसरे पक्ष के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई है अब यह समिति पर निर्भर है कि वह किस प्रकार का उपाय कर सकती है यह मामूली से लेकर बड़े उपायों तक हो सकता है लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह कानून विशेष रूप से है अधिनियम विशेष रूप से महिलाओं को मुआवजे के भुगतान की बात करता है इसलिए वह मानसिक आघात भावनात्मक संकट कैरियर के अवसर की हानि चिकित्सा या अन्य खर्चों के साथ मुआवजे की सहायता कर सकती है इसलिए यह इस तरह से है पीड़ित को आंतरिक शिकायत समिति से संपर्क करना होगा यदि वह यौन उत्पीड़न के एक मामले को अनुभव करती है तो मामले की रिपोर्ट करें जल्द से जल्द रिपोर्ट करें और शिकायत के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें परेशान करने वाले की शिकायत करें आवश्यक दस्तावेजों और अन्य सबूतों के साथ उसके मामले का समर्थन करें अपनी गोपनीयता के लिए पूछें अंतरिम उपायों के लिए पूछें और मुआवजे सहित प्रक्रिया में आवश्यक राहत और उपाय प्राप्त करें